पिछले मॉड्यूल में हमने कुछ ध्वनिक गुणवत्ता संकेतकों को देखा जिसमें पृष्ठभूमि शोर स्तर के संकेतक शामिल थे हमने प्रमुख घटक को भी देखा जिसे पुनर्वितरण समय कहा जाता है हमारे पास कुछ और संकेतक हैं जिन्हें हम वर्तमान मॉड्यूल में संबोधित करेंगे ये श्रव्य जानकारी के लिए उपाय हैं जानकारी कितनी श्रव्य है हम विशेष जानकारी की श्रव्यता को देखेंगे फिर हम एक महत्वपूर्ण कारक कॉल रूम मोड के बारे में बात करेंगे किसी विशेष भाषण या संगीत की श्रव्यता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी अच्छी तरह सुन पा रहे हैं या यह अन्य तीन मापदंडों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कमोबेश वे एक ही हैं प्रतिनिधित्व भी समान है लेकिन यह एक से काफी भिन्न होता है एक और पहला आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स है दूसरा स्पीच इंटेलीजेंस इंडेक्स है और तीसरा स्पीच ट्रांसमिशन इंडेक्स है इसका एक और संस्करण उपलब्ध है जिसे RASTI कहा जाता है इसे आमतौर पर एसटीए कहा जाता है रैपिड आर्टिक्यूलेशन स्पीच ट्रांसमिशन इंडेक्स RASTI नामक एक और संस्करण है फिर आपके पास स्पष्टता नामक एक संकेतक है अधिक संकेतक हैं मैंने इनमें से केवल चार चीजों को चुना है परिभाषा आवरण जैसे संकेतक भी हैं कारक हैं पहले हमें इन कारकों में अधिक स्पष्ट रूप से देखें आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स मूल रूप से ओपन ऑफिस स्पेस में ध्वनि गोपनीयता और अमूर्तता की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए मूल रूप से विकसित किया गया था आपको समझने के लिए दो चीजें हैं एक ध्वनि गोपनीयता है और दूसरा इंटेलीजेंसी है उदाहरण के लिए यदि आप कार्यालय स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास खुले कार्यालय हैं या आपके पास निजी कार्यालय निजी केबिन बनाम एक व्याख्यान कक्ष हैं यहां आपको ध्वनिक गोपनीयता की आवश्यकता होगी जो भी व्यक्ति दूसरे से बात करता है वहां बातचीत होती है या शायद टेलीफोन पर बातचीत होती है एक चर्चा होती है यहां मुख्य मानदंड यह सुनिश्चित करना है कि यह बातचीत अगले व्यक्ति को नहीं सुनाई जाती है मैं विशेष रूप से खुले कार्यालयों को इंगित करता हूं यह ध्वनिक डिजाइन करने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों में से एक है आपके पास एक खुली जगह है जहां लोग बैठे हैं और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए जो एक क्यूबिकल से अगले क्यूबिकल तक जाती है तो विभाजन की ऊंचाई मायने रखती है जिस तरह का अवशोषण आप क्यूबिकल में प्रदान करते हैं फिर छत का प्रकार इन सभी चीजों के फर्श खुले कार्यालयों की ध्वनिक गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं सबसे आम समस्या यदि आप खुले कार्यालय में बैठते हैं तो कहें कि 50 लोग उस विशेष हॉल में बैठे हैं आपके पास टेलीफोन बज रहा होगा आपके पास व्यक्तिगत बातचीत फोन पर बातचीत एक से एक बातचीत यहां तक कि चारों ओर काम करने वाले लोग ध्वनि बहुत कुछ शोर किया जाएगा और यह बिना किसी अवरोध के एक ही हॉल है तो यह अंततः फैल जाएगा तो मुख्य चुनौती यह है कि आप इसे कैसे कम करते हैं आपको ध्वनिक गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी दूसरी ओर यदि आप एक लेक्चर हॉल को देखते हैं तो इरादा यही है कि संकेत उनकी तक पूरी तरह से पहुंचे इसलिए आपको समझदारी सुनिश्चित करनी होगी स्पीकर जो भी बात कर रहा है वह पूर्ण रूप से बिना खोए इस हॉल में सभी कानों तक पहुंचाना होगा आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स खुले कार्यालयों के लिए समझदारी और गोपनीयता आवश्यकताओं को समझने और अनुवाद करने के प्रयासों में से एक था मुख्य रूप से यह वहां शुरू हुआ यह आवाज के स्तर और पृष्ठभूमि के शोर के बीच का अनुपात है कम या ज्यादा ये गुणवत्ता संकेतक यदि आप देखते हैं तो एस एन का एक कारक होगा यह शोर और संकेत का अनुपात है यहां तक कि आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स यह वॉइस लेवल के बारे में बात करता है जो सिग्नल है और बैकग्राउंड नॉइज़ लेवल जो कि शोर है तो यह शोर और संकेत का अनुपात का रूप है आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स 0 से 1 तक होता है एक का अर्थ है पूरी तरह से श्रव्य 0 का मतलब है कि आप सुन नहीं सकते हैं बिल्कुल श्रव्यता नहीं है जिसका अर्थ है ध्वनिक गोपनीयता उदाहरण के लिए 035 या उससे कम के आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स है यदि यह आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स के संदर्भ में 035 या उससे कम है तो आप यह मान रहे हैं या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने एक विशेष स्थान में ध्वनिक गोपनीयता प्राप्त की है फिर यदि आप गोपनीय गोपनीयता चाहते हैं तो कहें कि क्या यह एक बोर्ड रूम है जहां वित्तीय चर्चा की जाती है आपको कुल ध्वनिक गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी जिसका मतलब है कि आपको 01 या उससे अधिक कम ध्वनिक इन्सुलेशन प्लस अवशोषण के रूप में कम जाना होगा दोनों चीजों की आवश्यकता होती है ध्वनि इन्सुलेशन और उत्सर्जित ध्वनि का अवशोषण यदि यह 04 से अधिक है तो इसका मतलब है कि कोई ध्वनिक गोपनीयता नहीं है वाक् बोधगम्यता आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स के समान है लेकिन इसमें कुछ संशोधित आवृत्ति भार है और इसमें एक आवृत्ति बैंड का प्रभाव जो दूसरी आवृत्ति को मास्किंग करता है वह भी शामिल है विभिन्न आवृत्ति बैंड ध्वनि उत्सर्जित होती है इसमें एक से अधिक का मास्किंग प्रभाव शामिल होता है यह आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स का एक उन्नत संस्करण है लेकिन संख्या भाषण इंटेलीजेंसी इंडेक्स से भिन्न होती है यह 0 से 1 तक भिन्न होती है 0 का अर्थ पूरी तरह से बोधगम्यता नहीं है और 1 पूरी तरह से बोधगम्यता होता है इसलिए यदि आप व्याख्यान कक्ष में स्पीच इंटेलीजेंस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप 08 या 09 से ऊपर की किसी चीज की अपेक्षा करेंगे जिसका अर्थ है कि भाषण 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत से अधिक वाक् बोधगम्यता हो जबकि यदि आप 04 के SII की बात कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि बोधगम्यता बहुत खराब है तो ध्वनि का केवल चालीस प्रतिशत ही समझने योग्य है यह स्पीकर पर अधिक तनाव पैदा करेगा और यह श्रोता के दृष्टिकोण से कम समझ या समझदारी का परिणाम देगा यह वही कार्यालय है जो मैंने आपको दिखाया था हमने विभिन्न स्थानों में माप लिया वाक् बोधगम्यता में 035 के आसपास कहीं भिन्नता है कुछ स्थानों पर यह 06 के करीब चला गया जिसका अर्थ है कि कुछ स्थानों को छोड़कर ध्वनिक गोपनीयता कम है यहां ग्रीन बैंड इंगित करता है कि गोपनीय गोपनीयता है जिसका अर्थ है कि आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स या वाक् बोधगम्यता इंडेक्स बहुत कम है 01 से कम है यदि यह लगभग 02 या उससे कम है तो आप इसे सामान्य वाक् बोधगम्यता कहते हैं या आपके पास सामान्य गोपनीयता है यह गोपनीय गोपनीयता है यह सामान्य है और यदि यह इससे ऊपर जाता है तो बातचीत बोधगम्य होने वाली है इसकी बेहतर समझ आप इसे देख सकते हैं आप इस कॉलम को अभी के लिए छोड़ सकते हैं यह आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स AI है वाक् बोधगम्यता आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स की तुलना में थोड़ा अधिक होगा यह थोड़ा अधिक होगा यदि आप कहते हैं कि यह 065 के बारे में है या वाक् बोधगम्यता 075 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि यह अच्छा संचार है इसलिए जो भी बोला जाता है उसे दूसरे पक्ष द्वारा समझा जा रहा है यह आवश्यक है जब संचार वांछनीय हो कल्पना कीजिए कि आप सम्मेलन कक्ष में हैं सम्मेलन कक्ष में आपको एक अच्छी वाक् बोधगम्यता की आवश्यकता है जिससे उस पारस्परिक बातचीत को अच्छी तरह से समझा जा सकता है जबकि सम्मेलन कक्ष या पड़ोसी कमरे या केबिन या एक खुले कार्यालय के बीच आपको एक भाषण गोपनीयता की आवश्यकता होती है सिग्नल को स्पिलिंग नहीं किया जाना चाहिए ताकि आप सुनिश्चित करें कि इन वार्तालापों की सुनवाई दूसरे कमरों में ना हो या कोई भी इससे परेशान नहीं है यदि खुला कार्यालय बहुत शोर वाला है तो आपको यहां भाषण गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी तो वाक् बोधगम्यता या आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स को नीचे आना होगा इसलिए अगर यह 04 से अधिक है तो कोई गोपनीयता नहीं है दूसरी तरफ यदि वाक् बोधगम्यता इंडेक्स 01 जितना कम है तो आपके पास गोपनीय भाषण गोपनीयता है आपको 01 या उससे कम वाक् बोधगम्यता पर भी यह जानना होगा की व्यक्ति को पता चल रहा है कि बातचीत हो रही है यह कंबल का इंसुलेशन नहीं है हम जानते हैं कि कुछ बातचीत चल रही है लेकिन यह नहीं समझ सकते कि क्या बातचीत चल रही है हम यहां पूर्ण 0 प्रूफिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आप यह जान सकते हैं कि कुछ बातचीत चल रही है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या है जबकि यदि आप 02 03 सामयिक समझदारी पर जाते हैं तो कार्य पैटर्न बाधित नहीं होता है जबकि अगर आप वाक् बोधगम्यता इंडेक्स के 035 या 045 के बारे में बात करते हैं तो आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि पड़ोसी क्या बातचीत कर रहा है आम घटनाएं जो आप खुले कार्यालयों में पाते हैं आप आसानी से सुन सकते हैं कि चौथा या पाँचवाँ क्यूबिकल व्यक्ति फोन पर क्या बात कर रहा है यह स्पष्ट रूप से श्रव्य है जिसका अर्थ है कि वाक् बोधगम्यता अपेक्षाकृत अधिक है एक ध्वनिक डिजाइनर के रूप में आपको इन चीजों को खुले कार्यालयों में लाने की उम्मीद होगी इन चीजों को कैसे मापा जाता है ये सीधे तौर पर उपकरणों के साथ मापने योग्य नहीं हैं लेकिन आपको वाक् बोधगम्यता टेस्ट या आर्टिक्यूलेशन टेस्ट नाम की चीज करनी होगी आमतौर पर सामान्य संदर्भ पाठ्य पुस्तकों गाइडों इस प्रकार के शब्दों से लिए गए शब्दों के समूह होते हैं वे कमोबेश एक जैसे लग रहे होते हैं कहते हैं उदाहरण के लिए बार्ब बार्ज वर्क तो इन शब्दों में तनाव समान है कून कूप कॉप यदि वाक् बोधगम्यता सही है तो आप इनमें से प्रत्येक शब्द को समझ पाएंगे और इसे लिख पाएंगे ये आम तौर पर एक तरह के परीक्षण या डिक्टेशन प्रकार के परीक्षण होते हैं जहां एक व्यक्ति इन शब्दों को निर्धारित करता है और दर्शकों को इन शब्दों को लिखने के लिए कहा जाता है या कुछ मामलों में उदाहरण के लिए आप वाक् बोधगम्यता टेस्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ आप उन्हें इन शब्दों को लिखने के लिए नहीं कह सकते हैं उदाहरण के लिए आप उन्हें चित्र दे सकते हैं आप उन्हें टिक करने के लिए कह सकते हैं आप शब्द को वर्तनी देते हैं आप उनसे संबंधित चित्रों पर टिक करने के लिए कहते हैं फिर आप यह निर्धारित करते हैं कि आपने जो कहा है उसका कितना प्रतिशत उन तक पहुंचा है इसी तरह हॉल के लिए कार्यालयों के लिए आप यह बोधगम्यता या आर्टिक्यूलेशन परीक्षण करते हैं आप इन शब्दों की वर्तनी देते हैं नई इलेक्ट्रॉनिक जैसी कुछ चीजों के साथ आप इसे माप भी सकते हैं लेकिन इसे करने का विशिष्ट पारंपरिक तरीका यह आर्टिक्यूलेशन परीक्षण करना है जहां आप शब्दों को बोलते हैं तो आप इसे प्लॉट करने लगते हैं तीन चीजें हैं तीन स्तर जिनमें समझ होती है पहला शब्दांश स्तर की समझ है अगला शब्द स्तर की समझ है और अगला वाक्य स्तर की समझ है आप इसे प्लॉट करने लगते हैं कि आप कितना प्रतिशत देखते हैं आप असंतोषजनक खराब संतोषजनक या अच्छा कहते हैं या यदि यह 95 प्रतिशत से अधिक है तो यह एक उत्कृष्ट सुनने की स्थिति है यह बोधगम्यता 95 प्रतिशत से अधिक है इसका मतलब है कि यह एक उत्कृष्ट सुनने की स्थिति है आप इसे शब्दांश स्तर शब्द स्तर और वाक्य स्तर के लिए कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि बोधगम्यता बढ़ जाती है यह असंतोषजनक से उत्कृष्ट सुनने की स्थिति में चला जाता है एक और बात स्पीच ट्रांसमिशन इंडेक्स या एसटीआई है जिसके बारे में हमने से बात की यह भी 0 से 1 तक है यदि आप इसे देखते हैं तो 0 खराब है दूसरी तरफ आपके पास 1 है जो उत्कृष्ट है यह आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स या वाक बोधगम्यता इंडेक्स के समान है लेकिन इंडेक्स या नंबर रेंज 1 से 1 के संदर्भ में अलग अलग है इसे भी 0 से 1 के बीच में रखा गया है लेकिन यह आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स और स्पीच ट्रांसमिशन इंडेक्स से काफी अलग है यह अपनी गणना में कमरे के पुनर्वितरण समय पर विचार करता है यह आर्टिक्यूलेशन भाषण बोधगम्यता इंडेक्स और भाषण ट्रांसमिशन इंडेक्स के बीच एक प्राथमिक अंतर है जब आप जानते हैं कि आपको आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स और वाक बोधगम्यता इंडेक्स का निर्धारण करने के लिए डिक्टेशन टेस्ट करना है एसटीआई या भाषण ट्रांसमिशन इंडेक्स को सीधे उपकरणों से मापा जा सकता है या इसे सीधे कुछ माप मापदंडों से प्राप्त किया जा सकता है यदि आप पुनर्वितरण के समय को जानते हैं यदि आप आवृत्ति जानते हैं तो आप वास्तव में कुछ गणनाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकते हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसका उपयोग करके आप भाषण ट्रांसमिशन इंडेक्स निर्धारित कर सकते हैं प्राथमिक महत्व 125 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज तक दिया जाता है इसका एक अन्य संस्करण तेज भाषण संचरण सूचकांक है यह इसका एक संशोधित संस्करण है मुख्य रूप से व्याख्यान और प्रवर्धित ध्वनि प्रणालियों में उपयोग किया जाता है आप मानक भाषण ट्रांसमिशन इंडेक्स के स्थान पर रैपिड स्पीच ट्रांसमिशन इंडेक्स का उपयोग करते हैं दोनों कमोबेश समान हैं बस संख्या भिन्न होगी उदाहरण के लिए RASTI का निर्धारण कैसे किया जाएगा RASTI अधिक इस्तेमाल करने वाला सूचकांक है RASTI सिग्नल और शोर का अनुपात है यहाँ एक रिश्ता है यह आपको सिग्नल और शुगर के अनुपात के रूप में मिलता है आप एक सूचकांक से प्राप्त करते हैं जिसे मॉड्यूलेशन रिडक्शन फ़ंक्शन कहा जाता है यह माड्यूलेशन रिडक्शन फंक्शन पुनर्वितरण समय और आवृत्ति पर निर्भर करता है इसके अलावा मूल सिग्नल से उस विशेष आवृत्ति में शोर अनुपात पर भी तो प्रत्येक विशिष्ट आवृत्ति इस माड्यूलेशन फ़ंक्शन को निर्धारित करती है तब आपको पता चलता है कि स्पष्ट संकेतित ध्वनि अनुपात क्या है इसके साथ आप RASTI की गणना कर सकते हैं स्पीच ट्रांसमिशन इंडेक्स के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला है कमोबेश एक ही फॉर्मूला न्यूनतम संशोधन के साथ वहां लागू होता है तो हमने आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स फिर स्पीच इंटेलीजेंस इंडेक्स और फिर स्पीच ट्रांसमिशन इंडेक्स के बारे में बात की आइए हम ध्वनि की स्पष्टता को देखें ये कुछ सामान्य शब्द हैं लेकिन ध्वनिक डिजाइन के संदर्भ में इनका बहुत अर्थ है इससे पहले कि हम स्पष्टता को परिभाषित करने में लगें आप एक्स एक्सिस को लेंगे यहां मेरे पास समय होगा यहाँ मिलीसेकंड में पिछली बार जब हमने मिली सेकेंड्स के साथ शुरू किया था लेकिन हम सेकेंड्स पर वापस आ गए थे तो अब मिलिसेकंड के बारे में बात करते हैं यह डेसीबल में सामान्य रूप से ध्वनि दबाव स्तर है कल्पना कीजिए कि एक पटाखा या एक आवेगपूर्ण ध्वनि है यह पहला उदाहरण है यह 0 है ठीक संख्या 0 यहां से इस आंकड़े से संबंधित कुछ राशि होगी यह प्रत्यक्ष ध्वनि है स्रोत और रिसीवर यहाँ हैं इसलिए स्रोत से रिसीवर तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा तो यह प्रत्यक्ष ध्वनि होगी कल्पना करें कि ध्वनि यहां 0 मिलीसेकंड पर कहीं उत्सर्जित होती है यदि आप इसे काट लेते हैं तो व्यक्ति को इस पर ध्वनि सुनाई देगी तो हम इसे पहले बिंदु के रूप में लेते हैं अब कुछ परावर्तन होंगे तो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक तल सतह है पहला परावर्तन जो मूल ध्वनि है जो सीधे यहां उत्सर्जित होती है फर्श पर परावर्तित होती है और फिर उस व्यक्ति को फिर से हिट करती है तो आप सुनना शुरू करेंगे यह r1 है यह सीधा है यह d है जो प्रत्यक्ष ध्वनि का संकेत दे रहा है यह R1 है जो पहला परावर्तन है फिर आपके पास एक छत है थोड़ा लंबा छत है और फिर आवाज़ यहाँ ऊपर जाती है यह वापस आती है थोड़ी देर बाद आप परावर्तन 2 को सुनना शुरू करते हैं इसी तरह आपके पास साइड की दीवारें हैं उदाहरण के लिए प्लान दृश्य में यह स्रोत है यह खंड है इसलिए यदि आप प्लान दृश्य लेते हैं तो आपके पास एक चौड़ी दीवार है तो यह आपके पास प्रत्यक्ष ध्वनि है फर्श और छत का परावर्तन तो आपके पास R3 या परावर्तन 3 है आपके पास R4 होगा तो इतने सारे परावर्तन होंगे फिर पीछे की दीवार से एक परावर्तन होगा तो यह पीछे की दीवार से टकराएगा यह R5 है जो वापस आ जाएगा तो इतने सारे परावर्तन होंगे जब अतिरिक्त ध्वनि आएगी यह आर 3 आर 4 आर 5 में जोड़ा जाएगा यह अंततः नीचे गिर जाएगा अब जो भी ध्वनि 50 मिलीसेकंड से पहले आपके कानों तक पहुंच रही है दो दहलीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं 50 मिलीसेकंड और 80 मिलीसेकंड जो भी ध्वनि परावर्तन जो 50 मिलीसेकंड से पहले आप तक पहुंच रहे हैं वे वास्तव में मूल ध्वनियों को सुदृढ़ नहीं करेंगे मानव कान को समझने में सक्षम नहीं होगा जो कि मूल ध्वनि है और जो परावर्तन हैं क्योंकि 50 मिलीसेकंड से पहले आपके पहचानने और प्रतिक्रिया करने से पहले वे वास्तव में आपके कानों में आएंगे जिसका अर्थ है कि हम वास्तव में मूल ध्वनि को मजबूत कर रहे हैं यह भाषण प्रदर्शन के लिए है जब कोई बात कर रहा है तो यह देखें कि क्या यह कक्षा या व्याख्यान कक्ष है आप 50 मिलीसेकंड की सीमा लेते हैं जो वास्तव में उपयोगी परावर्तन है जैसा मैंने कहा पहले कुछ पुनर्वितरण की आवश्यकता है इन्हें प्रारंभिक परावर्तनकहा जाता है प्रारंभिक परावर्तन उपयोगी हैं ये परावर्तन वास्तव में मूल ध्वनि को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे तो प्रत्यक्ष ध्वनि बहुत शुष्क की तरह नहीं लगती है जबकि अगर यह संगीत के लिए है तो संगीत के प्रदर्शन के लिए कुछ वाद्य बजता है आप 80 मिलीसेकंड की एक सीमा लेते हैं 80 मिलीसेकंड से पहले जो भी ध्वनि आपको आती है वह प्रत्यक्ष ध्वनियों को सुदृढ़ करेगी आप प्रत्यक्ष ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच अंतर नहीं कर पाएंगे आप निरंतरता भी सुनिश्चित करेंगे पहला शब्दांश बनाम दूसरा शब्दांश अगर कोई कविता पाठ कर रहा है या अगर कोई पवन वाद्य बजा रहा है पहला मंत्र बनाम दूसरा मंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि ध्वनियों की निरंतरता है तो ध्वनि संकेतों का अलग सेट नहीं है इसके बजाय यह एक निरंतर तरंग बन जाता है तो आप संगीत की बेहतर तरीके से सराहना कर सकते हैं तो 50 मिली सेकेंड थ्रेशोल्ड और 80 मिली सेकेंड थ्रेशोल्ड महत्वपूर्ण हैं अब हम विस्तार से स्पष्टता के विवरण को देखते हैं स्पष्टता हम 50 मिलीसेकंड या 80 मिलीसेकंड स्तर के बारे में बात कर रहे हैं आइए हम सबसे पहले परिभाषित करें कि स्पष्टता क्या है स्पष्टता कुछ सीमा से पहले आने वाली ध्वनि ऊर्जा की कुल मात्रा है यह 50 मिलीसेकंड हो सकता है यदि आप इसे C50 कहते हैं यह 80 मिलीसेकंड हो सकता है यदि आप इसे C80 कहते हैं यह वास्तव में 50 मिलीसेकंड या 80 मिलीसेकंड से पहले आने वाली और उसके बाद आने वाली ध्वनियों के बीच का अनुपात हैं इसलिए शुरू में हमने प्रारंभिक परावर्तन के बारे में बात की थी अब आपके पास देर से परावर्तन हैं प्रारंभिक परिवर्तनों को आप उपयोगी परावर्तन के रूप में संदर्भित करते हैं इससे बचने की जरूरत है वास्तव में स्पष्टता आपको प्रारंभिक और देर से प्राप्त परिवर्तनों के बीच भेद करने में मदद करेगी आपके पास निश्चित सीमाएं हैं C50 और C80 के संदर्भ में कितनी स्पष्टता की अनुमति है हम इसे देखेंगे मुख्य रूप से 500 और 4000 हर्ट्ज के बीच का अनुमान है C5010 log E50 E∞−E50 dB Where E sound energy इसी तरह 80 की स्पष्टता शुरुआती बनाम देर से यह महत्वपूर्ण कारक है जो वास्तव में आपको हॉल के ध्वनिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा भले ही पुनर्वितरण का समय सीमा के भीतर हो आपने एक के पुनर्वितरण समय को प्राप्त किया है जो स्वीकार्य है एक व्याख्यान कक्ष या एक बहुउद्देशीय कमरे के लिए आपको उस स्पष्टता का ट्रैक रखना होगा जो आप प्राप्त कर रहे हैं जो एक विशेष स्थान के ध्वनिक प्रदर्शन के लिए एक अतिरिक्त निहितार्थ या अतिरिक्त संकेतक है जिस हॉल के बारे में हमने बात की थी वही सर्कुलर हॉल जिसे हम पिछले उदाहरण में ले रहे थे हम स्पष्टता निर्धारित करेंगे यह 500 हर्ट्ज है जैसा कि मैंने कहा कि यह डेसीबल में है आपके पास यहां स्पीकर हैं वक्ताओं का एक सेट है इसमें वक्ताओं का एक और सेट है यह पोडियम है और लोग यहां बैठे हैं तो स्पष्टता वास्तव में स्थिति के संबंध में भिन्न होती है कल्पना कीजिए कि आप स्पीकर की पंक्ति में इसके करीब बैठे हैं स्पष्टता बहुत अधिक 293 है जिसका अर्थ है कि यह ठीक है यह सिग्नल और शोर का अनुपात ही है ऋणात्मक संख्या इंगित करती है कि शोर अधिक है और संकेत कम है जो बेहतर नहीं है इन क्षेत्रों में शोर की तुलना में संकेत मजबूत है तो कमोबेश आपके स्पष्टता मूल्य ठीक हैं लेकिन यदि आप परिधि की ओर या केंद्र क्षेत्रों में जाते हैं तो आप 0 के करीब आ रहे हैं या कभी कभी नकारात्मक मानों का मतलब है कि सिग्नल की तुलना में शोर का स्तर अधिक है जिसका मतलब है कि आप अपने ध्वनिक उपचार पर काम शुरू करना है एक और पैरामीटर है जिसे व्यंजन का आर्टिक्यूलेशन लॉस कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में आप जानते हैं कि स्वर और व्यंजन हैं स्वर अधिक मजबूत होते हैं यदि आप बात कर रहे हैं तो केवल ए ई आई ओ यू का उच्चारण करते हुए शब्द बहुत अधिक नहीं खोए जाते हैं जबकि व्यंजन नरम हैं जब आप व्यंजन बोलते हैं तो आप बहुत व्यंजन हो सकते हैं तो निरंतरता के नुकसान के संदर्भ में ध्वनिक गुणवत्ता भी इंगित की जाती है तो जब व्यक्ति बात कर रहा है तो कितनी मात्रा में व्यंजन खो गया है उदाहरण के लिए यदि 11 प्रतिशत से अधिक व्यंजन खो गए हैं जो खराब बोधगम्यता को इंगित करता है जब खोना 3 प्रतिशत से कम या बराबर हो जाता है जिसका अर्थ है कि बोधगम्यता आदर्श है आप कहीं 5 से 6 प्रतिशत या अधिकतम 8 प्रतिशत के बीच लक्ष्य कर सकते हैं यह अभी भी अच्छा है आप व्यंजन के 8 प्रतिशत तक खोने की अनुमति दे सकते हैं यह एक और संकेतक है आप आर्टिक्यूलेशन लॉस या ALCons के विस्तार में बहुत अधिक नहीं जा रहे हैं अन्य तीन पैरामीटर बहुत उपयोगी संकेतक हैं बाद में निम्नलिखित मॉड्यूल में मैं एक वास्तविक सभागार का एक उदाहरण प्रदर्शित करूंगा जहां इन मापदंडों का परीक्षण किया गया और मापा गया मैं आपको एक प्रदर्शन के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये पैरामीटर कैसे भिन्न हैं अगली महत्वपूर्ण बात जो किसी को समझनी है वह है रूम मोड रूम मोड वास्तव में एक परावर्तन घटना है यदि आपके पास एक विशेष कमरा है तो आप उसी चार मीटर और चार मीटर के कमरे के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपके पास एक ध्वनि स्रोत है तब जब ये समानांतर दीवार की सतह वास्तव में परावर्तक होती हैं फिर जब आप कमरे के मोड के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत अधिक आवृत्ति पर निर्भर होता है यह आवृत्ति पर अत्यधिक निर्भर है और यह कमरे के अनुपात पर भी निर्भर है यह कमरे की ऊँचाई चौड़ाई लंबाई है ये बहुत महत्वपूर्ण निर्धारक हैं कि आपके कमरे के मोड आएंगे या नहीं वे मुख्य रूप से कम आवृत्ति रेंज में होते हैं खासकर छोटे कमरों में यदि यह एक विशाल सभागार है या यदि कमरा मुख्य रूप से उच्च आवृत्ति रेंज ध्वनियों के लिए उपयोग किया जाता है तो आपको कमरे के मोड के साथ समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता है जबकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत छोटे कमरे हैं आप वास्तव में एक समस्या के रूप में कमरे के मोड होंगे आपके पास एक शब्द है जिसे स्टैंडिंग वेव कहा जाता है जब आपके पास विशिष्ट चीज होती है तो बस एक क्रॉस सेक्शन लें आप पाते हैं कि यहां एक स्रोत है और दीवार की दूसरी सतह है आपके पास ये विशेष तरंग घटनाएं हैं जो बन रही हैं यह वास्तव में परेशान करेगा यह एक प्रकार की रेजोनेट चीज है जहां यह ध्वनि के सामान्य क्षय की अनुमति नहीं देगा यह बनी रहेगी ध्वनि आपके पुनर्वितरण समय की गणना में प्रत्याशित नहीं होगी आरटी आपको यह नहीं बताएगा कि आपके पास रूम मोड होगा या नहीं क्रॉस चेकिंग का एक अलग सेट है जो आपको उन चीजों के आधार पर करने की आवश्यकता है तो आप पा सकेंगे कि रूम मोडकिसी विशेष स्थान पर होगा या नहीं इस मामले में एक विशिष्ट आवृत्ति के साथ लहर का एक सेट स्थायी तरंगों को विकसित कर सकता है स्टैंडिंग वेव एक ऐसी चीज है जो चोटी से पूरी तरह से फिट होती है यह 1 2 4 या 5 हो सकता है यह कुछ संख्याओं तक हो सकता है यह सिर्फ एक तरंग हो सकता है या यह संख्या में अधिक भी हो सकता है लेकिन वे आसानी से क्षय नहीं करते हैं क्या होता है एक विशिष्ट घटना यदि आप एक रिसीवर हैं तो आप इस छोर से इस छोर तक चलते हैं आपको एक न्यूनतम ध्वनि मिलेगी यदि स्रोत से शोर का स्तर 60 DB है तो इस बिंदु पर आपको 50 का अनुभव होगा यहां यह फिर से 60 या 65 DB पर पहुंच जाएगा तो जैसा कि आप चलते हैं आप 8 से 10 DB अंतर पाएंगे या शायद अधिक लेकिन आप एक दूसरे से चलते हुए एक भिन्न समझ या अंतर को समझने में सक्षम होंगे आपको सरल रूप से समझाने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक कक्षा में हैं और सुन रहे हैं यदि आप यहाँ बिंदु A पर बैठे हैं तो ध्वनि का अनुभव और इस बिंदु पर आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली ध्वनि की ऊँचाई इससे काफी भिन्न होगी विशेष बिंदु B यदि आप यहाँ बैठे हैं तो ध्वनि स्तर बहुत अधिक होगा जबकि यहाँ ध्वनि स्तर कम होगा यह ठीक वैसा ही है जैसा हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं यह एक सामान्य जांच है जो लोग छोटे कमरों के लिए करेंगे विशेष रूप से कम आवृत्ति रेंज में ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह घटना नहीं होती है कमरे के विभिन्न प्रकार हैं हम एक अक्षीय मोड के बारे में बात कर रहे हैं जहां यह स्रोत बनाम दो समानांतर दीवारें हैं एक स्थायी लहर है जो बस यहीं अटकी हुई है यह इतनी आसानी से क्षय नहीं होगी फिर से आप आयामों को निर्धारित कर सकते हैं हम जल्द ही इसे देखेंगे जैसा कि मैंने कहा कि यह एक हो सकता है यह संख्या में अधिक हो सकता है दूरी की आवृत्ति और संख्या पर निर्भर करता है चौड़ाई या लंबाई जो भी कम है यह हो सकता है यह आनुपातिक है स्पज्या का मोड हैं और तिरछे मोड हैं यह सतहों पर खड़ी या क्षैतिज रूप से भी हो सकता है या यह सभी तीन आयामों में हो सकता है तिरछा हो सकता है एक सरल सूत्र आपको यह पता लगाने में मदद करेगा कि किस आवृत्ति पर आवृत्ति तरंग बनेगी उदाहरण के लिए यदि आपके पास 4 मीटर और 4 मीटर का आयाम है तो आपके पास यह आयाम है लंबाई और चौड़ाई दोनों समान हैं और आपकी ऊंचाई 3 मीटर है अब आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई स्थानापन्न कर सकते हैं यह मोड नंबर होगा यह किस मोड पर है पहला मोड दूसरा मोड यह वेग है यदि आप इसे एक आयाम के लिए हल करते हैं तो आप चौड़ाई और ऊंचाई भूल जाते हैं क्योंकि यह अक्षीय है यदि आप लंबाई के मामले में पहले पता लगाना चाहते हैं तो हमें एक एक करके लेना चाहिए जो 4 मीटर है आपको बस 1724 लेना होगा जो आपको विशेष आवृत्ति देगा जिस पर स्टैंडिंग वेव हो सकती है 40 हर्ट्ज के करीब कहीं कहें कि आप शायद स्टैंडिंग वेव का अनुभव करेंगे यदि आपका कमरा एक निश्चित उपकरण के लिए है जो 40 हर्ट्ज पर एक नोड बजा रहा है तो आप एक स्टैंडिंग वेव का अनुभव कर सकते हैं जो संगीत की पूरी सराहना को खराब कर देगा उस स्थिति में आपको उस विशेष कम आवृत्ति रेंज में फिर से उपचार प्रदान करना होगा तो यह आपको यह भी बताता है कि आपको किस फ्रीक्वेंसी में उपचार प्रदान करना है जैसे ही कमरे की चौड़ाई और कम हो जाती है 4 मीटर के बजाय आप 2 या 25 मीटर लेते हैं तो यहां क्या होता है मान लीजिए कि यदि यह 2 मीटर है तो आपके पास 90 हर्ट्ज या 85 हर्ट्ज के आसपास कहीं न कहीं लहरें होंगी जो 86 हर्ट्ज के करीब हैं जो इसका मतलब है कि कमरे की चौड़ाई कम होने या ऊँचाई कम होने से कमरे का कोई भी आयाम कम हो जाता है आप कमरे के मोड को थोड़ी ऊँची आवृत्तियों पर अनुभव करना शुरू कर देंगे जबकि यदि आपके पास व्यापक कमरे हैं तो कमरे के मोड बहुत कम आवृत्ति वाले होंगे चार मीटर के कमरे के बजाय आप 10 मीटर के कमरे की कल्पना करें पहला रूम मोड जो हो सकता है लगभग 17 हर्ट्ज के आसपास होगा जिसे आपके कान पता नहीं लगा सकते तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण बात नहीं है जबकि अगर एक रूम मोड 100 या 125 हर्ट्ज पर हो रहा है तो यह एक महत्वपूर्ण बात होगी ऐसे विशिष्ट नोमोग्राम हैं जिनके साथ आप पा सकते हैं कि कमरे का उपयुक्त आकार या अनुपात क्या है यह आपको सरल एक्स और वाई आयाम बताएगा यह आपको बताएगा कि कमरे के किस क्षेत्र में रूम मोड होगा और आप इसे कैसे टालेंगे ये कॉल बोल्ट के मानदंड हैं यह मात्रा और आवृत्ति के साथ भी भिन्न होता है एक साधारण बात एक संदर्भ चार्ट जिसके साथ आप वास्तव में यह निर्धारित कर सकते हैं कि मेरे कमरे का अनुपात सही है या नहीं हो सकता है यह 1 2 या 1 3 है 4 मीटर 8 मीटर के कमरे से जिसका अर्थ है 1 2 है यह अनुपात ठीक है या नहीं यदि आपको इसे समायोजित करना है तो यहां हम केवल अक्षीय मोड के बारे में बात कर रहे थे इसलिए इनमें से दो चीजों की उपेक्षा की गई इसके बजाय यदि आप एक तिरछा मोड के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी तीन आवृत्तियों की आवश्यकता होगी तो लंबाई से एक चौड़ाई से एक ऊँचाई से एक आपको तिरछा मोड देगा क्योंकि यह आगे बढ़ेगा आखिरकार घटना की आवृत्ति भी भिन्न होगी तो उचित रूप से आप इन नामांकनों का उपयोग करके निर्धारित कर सकते हैं कि मेरे कमरे का सही अनुपात क्या है उदाहरण के लिए लंबाई से चौड़ाई अनुपात मैं कैसे निर्धारित करता हूं ये नामांक आपको समझने में मदद करेंगे अब हम आपने जो अध्ययन किया है उसका पुनर्कथन देने के लिए हमने कुछ ध्वनिक गुणवत्ता संकेतकों के बारे में अध्ययन किया जिन्हें हमने पिछले भाग में छोड़ा था हमने पुनर्वितरण समय के साथ शुरुआत की हम पिछले अनुभाग में पुनर्वितरण समय के आगे नहीं पढ़ा था आज हमने आर्टिक्यूलेशन इंडेक्स स्पीच इंटेलीजेंस इंडेक्स और स्पीच ट्रांसमिशन इंडेक्स के साथ साथ आरएएसटीआई को देखा इसके अलावा हमने रूम मोड नामक एक घटना को देखा जो छोटे कमरों के लिए और कम आवृत्ति ध्वनि दबाव के स्तर के लिए एक महत्वपूर्ण बात है धन्यवाद